पाठ 10 में आपका स्वागत है सिमुल्टेनियस सैंपल एंड होल्ड अब AD परिवर्तक को देखने से पहले आइए हम कुछ सैंपलिंग अवधारणाओं पर एक नजर डालते हैं आप पहली बात जानते हैं कि हमें यह याद रखना चाहिए कि AD कन्वर्टर से आपको जो सैंपलिंग वैल्यू मिलती है वह सैंपलिंग इंस्टेंट पर होती है इसलिए आपके पास एक सिग्नल है तो आपके पास एक एनालॉग संकेत है और आप इसे यहाँ और यहाँ सेंपलिंग कर रहे हैं और यहाँ मैं जोर दे रहा हूं वास्तव में आप इसे और ज्यादा आगे सैंपलिंग नहीं करते हैं मैं यह कह रहा है कि आपको यहां सिग्नल का मान और यहां सिग्नल का मान मिला है और आदर्श रूप से आप नहीं जानते कि सिग्नल के मान क्या हैं यहां और यहां आपको नहीं पता है कि इसका मान क्या है इसलिए आप यह अवधारणा करते हैं मैं होल्ड स्ट्रैटेजी क्यों कहता हूं यह सैंपल एंड होल्ड नहीं है क्योंकि सैंपल एंड होल्ड केवल सिग्नल को होल्ड करेगा जब आप सिग्नल का उपयोग कर रहे हों तो उदाहरण के लिए मान लें कि आप एक ग्राफ़ पर सिग्नल प्लॉट करना चाहते हैं तो क्या आप इसे प्लॉट करने जा रहे हैं जैसे कि यह सिग्नल इस प्वाइंट तक होल्ड होता है और फिर इस प्वाइंट तक होल्ड किया जाता है और फिर नीचे आता है तो क्या आप इसे इस तरह से प्लॉट करने जा रहे हैं जब आप इसे प्वाइंट करने जा रहे हैं या आप इसे ऐसे प्वाइंट करने जा रहे हैं तो मुझे एक अलग रंग का उपयोग करने दे इसे प्लॉट करने का वैकल्पिक तरीका यह होगा कि इसे इसके बीच से प्लॉट किया जाए और यह इस तरह की एक सीधी रेखा है लेकिन इसके और इसके बीच आप कहेंगे कि मैं इंटरपोलेट करूंगा मैं एक लीनियर इंटरपोलेशन करूंगा इसलिए जब मैं इसे प्लॉट करूंगा तो मैं इस पीली लाइन को प्लॉट करूंगा ठीक है तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि यदि आप इसे एक निरंतर सिग्नल के रूप में प्लॉट करना चाहते हैं तो आप एक सतत सिग्नल बनाने के लिए उपयुक्त इंटरपोलेशन रणनीतियां चुन सकते हैं जो पुराने सिग्नल का एक अनुमानित संस्करण हो अब सवाल इतना स्पष्ट है आप समझ सकते हैं कि यह कितना सही है डिजिटल सन्निकटन एनालॉग के साथ है इसलिए यह दो चीजों पर निर्भर करता है सबसे पहले यह निर्भर करता है कि यह कितना करीब है उदाहरण के लिए यदि आपने इसे इतना दूर करने के बजाय लिया होता यदि आपने इसे इन अंतरालों में विभाजित किया होता और यदि आपको यह मान और यह मान और यह मान मिलता तो आपका सन्निकटन इस तरह होता ठीक है तो आप यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से जाते तो आप देखेंगे कि आप करने में सक्षम हैं और फिर आप इसे यहाँ और यहाँ और यहाँ प्राप्त कर लेते तो आपने एनालॉग सिग्नल का और भी करीब से अनुसरण किया होगा इसलिए सामान्य तौर पर करीब नमूनाकरण आपको बेहतर सटीकता देगा लेकिन लेकिन यह भी बहुत कुछ है लेकिन यह भी अधिक काम है इसलिए अधिक तेजी से सैंपलिंग और तेजी से डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है इसलिए आपको यह निर्धारित करना होगा कि त्रुटि का उचित स्तर क्या है जो आप सहन कर सकते हैं और एक निश्चित समय के भीतर आप अधिकतम कितना काम कर सकते हैं तो यह पता चला है कि कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन किया जाना है क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं यदि आप आदर्श रूप से बोल रहे हैं कि आप सैंपल लेना चाहते हैं तो आप न्यूनतम संभव दर पर सैंपल लेना चाहेंगे और त्रुटि को कम रखने की कोशिश करेंगे और विशेष रूप से आप आम तौर पर आप उच्च आवृत्ति त्रुटियों को कम रखना चाहते हैं आपके पास कुछ उच्च आवृत्ति त्रुटियां हो सकती हैं लेकिन आम तौर पर आप कम आवृत्ति त्रुटियों पर चाहते हैं यानी हम कहते हैं कि निश्चित समय अंतराल आदि पर औसत मान बहुत सटीक होना चाहिए तो आम तौर पर सिग्नल का कम आवृत्ति घटक वास्तव में अधिक उपयोग होता है जिन उद्देश्यों पर हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम कम आवृत्ति की त्रुटियां नहीं चाहते हैं तो मैं यही कह रहा हूं कि यदि आपके पास एक एनालॉग इनपुट है और यदि आपके पास प्रति चक्र चार सैंपल हैं और यदि आपके पास प्रति चक्र आठ सैंपल हैं और यदि आपके पास प्रति चक्र 16 सैंपल हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको एनालॉग इनपुट का एक बेहतर और बेहतर प्रतिनिधित्व मिल रहा है अब एक प्रमेय है बेंच मार्क नियम जिसके बारे में हर कोई बात करता है जिसे सैंपलिंग की तथाकथित Nyquist दर कहा जाता है वास्तव में इस आरेख में इस अवधारणा को समझाया गया है जो कल्पना करता है कि वास्तव में आपके पास यह साइन वेव है जिसका आप नमूना ले रहे हैं यह वास्तविक एनालॉग तरंग है यह वास्तविक एनालॉग तरंग है और Nyquist सैंपलिंग प्रमेय से अवगत नहीं होने के कारण आपने इसे इन बिंदुओं पर सैंपल लिया है तो क्या होता है अब आप सिग्नल को फिर से बनाना चाहते हैं अब कंप्यूटर में आपको ये मान मिल गए हैं इसलिए जब आप सिग्नल का पुनर्निर्माण करते हैं तो आप मान लेंगे कि आप एक रैखिक पुनर्निर्माण करते हैं तो आपको यह तरंग प्राप्त होगी तो आप देखते हैं कि आपने वास्तव में जो पुनर्निर्माण किया है वह बहुत कम आवृत्ति वाली साइन वेव है और यह उच्च आवृत्ति वाली साइन वेव पूरी तरह से खो गई है इसलिए आपने यहां एक बड़ी त्रुटि की है ऐसा नहीं है इसलिए यह पता चला है कि सैद्धांतिक रूप से बोलते हुए आप सिग्नल का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते जब तक कि आप इसे सबसे बड़ी आवृत्ति सामग्री की दोगुनी दर पर सैंपल न दें जो कि मौजूद सबसे बड़ा आवृत्ति संकेत है तो मान लीजिए कि आपके पास एक सिग्नल है जो पांच हर्ट्ज़ है और दूसरा सिग्नल जो 100 हर्ट्ज़ है तो सैद्धांतिक रूप से आप असीमित संख्या की सैंपल के साथ भी सिग्नल को फिर से नहीं बना सकते हैं जब तक कि आप इसे कम से कम 200 हर्ट्ज़ पर सैंपल न लें ठीक है लेकिन चूंकि हम सैद्धांतिक पुनर्निर्माण से संबंधित नहीं हैं इसलिए हमें वास्तव में पुनर्निर्माण करना होगा इसलिए एक व्यावहारिक दर अधिकतम नमूनों का 5 से 10 गुना होगी अधिकतम सैंपलिंग अधिकतम आवृत्ति संकेत मौजूद है इसलिए यदि आपके पास 100 हर्ट्ज मौजूद है तो आप इसे आमतौर पर 1 किलोहर्ट्ज़ या न्यूनतम 500 हर्ट्ज पर सैंपल देना पसंद करते हैं तो यह कहता है कि यदि मूल रूप से आप ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ होता है जिसे अलियासिंग कहा जाता है अलियासिंग का मतलब है कि सैंपल से एक आवृत्ति सिग्नल पूरी तरह से एक अलग आवृत्ति का दिखाई देगा यह एक अलग निम्न फ़्रीक्वेंसी सिग्नल जैसा दिखेगा इसलिए आपको बहुत कम फ़्रीक्वेंसी एरर मिलने वाला है जो कि आम तौर पर खराब है तो वास्तव में ऐसा हो रहा है तो आपका मूल संकेत मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है इसमें कुछ समस्या है मुझे तो हाँ शायद अब यह काम करेगा ओह ओह मैं समझता हूं कि क्या हो रहा है मैं समझता हूं कि क्या हो रहा है हां हां लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह कैसे हो गया ठीक है तो ऐसा होता है कि एक आवृत्ति दूसरी आवृत्ति पर प्रकट होती है और इसे अलियासिंग कहा जाता है तो इसलिए आप जो करते हैं जो आप करते हैं वह इस सिद्धांत की ओर ले जाता है तो आप क्या करते हैं कि आपको वास्तव में प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है ताकि आपके पास एक निश्चित सैंपलिंग दर हो जो निश्चित है आप इसे बदल नहीं सकते हैं कि आप नहीं जानते कि एनालॉग सिग्नल में वास्तव में कौन से आवृत्ति घटक मौजूद हैं इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको कम फ़्रीक्वेंसी एरर नहीं मिलता है जो आप करते हैं वह यह है कि आप वास्तव में एक फ़िल्टर लगाते हैं जिसकी कटऑफ फ़्रीक्वेंसी सुनिश्चित करती है कि आपके पास इसके बाहर की कोई फ़्रीक्वेंसी नहीं है मान लीजिए कि सैंपलिंग फ़्रीक्वेंसी का दसवां हिस्सा है इसलिए सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी तय है लेकिन एंटी अलियासिंग वास्तव में एक फिल्टर लगाते हैं जिसे एंटी अलियासिंग फिल्टर कहा जाता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि सिग्नल कंटेंट जो भी हो केवल वे फ्रीक्वेंसी हैं जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी के दसवें हिस्से से कम हैं और AD कनवर्टर के इनपुट पर दिखाई देते हैं अन्य अवरुद्ध होने जा रहे हैं ताकि वे कोई कम आवृत्ति त्रुटि नहीं बना सकें ठीक है सैंपलिंग के मूल विचार को समझने के बाद हम दिखाते हैं इसलिए हम कहते हैं कि एक एंटी अलियासिंग फ़िल्टर एक एनालॉग फ़िल्टर है जो fs2 से ऊपर सिग्नल फ़्रीक्वेंसी को हटा देता है जहाँ fs सैंपल फ़्रीक्वेंसी है वास्तव में fs2 वास्तव में एक सैद्धांतिक दर है यह fs2 से ऊपर नहीं हटाएगा लेकिन शायद एक व्यावहारिक मामले में fs5 या यहां तक कि fs10 की आवृत्ति को हटा देगा तो संयोग से यह एक लो पास फिल्टर है तो आप उस फिल्टर को आमतौर पर सिग्नल कंडीशनर और एडीसी के बीच या मल्टी चैनल मामले में आप इसे या तो चैनलों पर डालते हैं या आप मल्टीप्लेक्सर के बाद डालते हैं तो यहां सैंपल एंड होल्ड सर्किट है सबसे साधारण वाला तो उदाहरण के लिए तो आप देख सकते हैं कि आपके पास दो एम्पलीफायर हैं यह एक बफर के अलावा कुछ नहीं है तो यह एक बफर के अलावा कुछ नहीं है तो यह एक स्विच है तो आप जानते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है इसलिए जब भी आप इस स्विच को ऑन करते है यह एक MOS है इसलिए जहां भी आप स्विच चालू करते हैं क्या होता है कि ये दो बिंदु आप कह सकते हैं कि वे जुड़े हुए हैं ठीक है तो यह एक बफर यूनिटी गेन बफर है इसलिए आप यहां जो भी वोल्टेज लागू करते हैं वे यहां लागू होंगे और वे इस कैपेसिटेंस को बहुत जल्दी आवेशित करेंगे यह स्विच रेजिस्टेंस छोटा है इसलिए यह तेजी से आवेशित होगा और यह कैपेसिटर वोल्टेज तब तक रहेगा जब तक यह स्विच इस कैपेसिटर वोल्टेज पर है इस वोल्टेज का पालन करेगा ठीक है तो यह नमूना चरण है जब तक कि स्विच इस वोल्टेज पर है इस वोल्टेज को ट्रैक कर रहा है इसके साथ बदल रहा है जिस क्षण आप इस स्विच को बंद कर देते हैं तो अभी यह स्विच बंद है और इस तरफ कैपेसिटर वोल्टेज उच्च प्रतिबाधा देखता है इसलिए कैपेसिटर का चार्ज नहीं निकल सकता इसलिए कैपेसिटर का अंतिम वोल्टेज बना रहता है और यह एक दूसरा बफर है तो यह आउटपुट अब इस वोल्टेज पर बना रहेगा और अगली बार जब आप इसे ऑन करते हैं तब इस कैपेसिटर का वोल्टेज V1 के अनुसार होगा तो आप पहले इसे ऑन करते हैं जोकि a है तो यह एक सैंपल कमांड है यह कैपेसिटर इस वोल्टेज को ट्रैक करता है इसे स्विच ऑफ करने पर यह वोल्टेज बना रहता है जोकि आउटपुट में स्थानांतरित हो जाता है तो यह एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट है इसलिए हमें यह समझना होगा कि जब कई इनपुट एनालॉग चैनल हैं और इनपुट चैनल डिफरेंशियल या सिंगल एंडेड हो सकते हैं जैसा कि मैंने कहा और मैंने इसका अर्थ समझाया अब यह मल्टीप्लेक्सिंग कहता है कि यदि आप अधिकतम हैं मान लें कि AD कनवर्टर सैद्धांतिक रूप से प्रति सेकेंड 100000 सैंपल पर रूपांतरित हो सकता है यदि आपके पास आठ चैनल हैं तो प्रभावी रूप से प्रत्येक चैनल अधिकतम 100000 सैंपल पर 8 से विभाजित किया जा सकता है इसलिए यह थ्रूपुट है और इसलिए की संख्या तो वास्तव में अक्सर ऐसा होता है कि AD कनवर्टर के अधिकतम सैंपलिंग दर विनिर्देश और चैनलों की संख्या दी जाती है इसलिए किसी को यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि प्रति चैनल अधिकतम सैंपलिंग आवृत्ति क्या है तो यह प्रति चैनल अंतिम सैंपलिंग आवृत्ति है जो प्रत्येक चैनल पर प्रभावी होने जा रही है इसीलिए यह थ्रूपुट प्रश्न आता है तो अब हम परिमाणीकरण के सवाल पर आते हैं तो हमने अब देखा है कि सैंपल एंड होल्ड एक एनालॉग सिग्नल के बाद और AD कनवर्टर के एनालॉग इनपुट पिन पर खुद को प्रस्तुत करता है ठीक है तो अब यह एक N बिट डिजिटल नंबर में परिवर्तित हो जाता है तो उदाहरण के लिए यह मामला है कि मान लीजिए कि आपके पास यह 3 बिट ADC है कुछ काल्पनिक हैं लेकिन 3 बिट ADC जहां इसका मतलब हैआठ संख्या 2 का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं 2 का घात 3 आप 0 1 2 3 4 से 23 1 तक यानी 7 इसलिए 0 से 7 तो आप देखते हैं कि संख्या 0 है 0 वोल्ट और पहले के अनुरूप एक 0125 वोल्ट से मेल खाता है इसलिए मान लीजिए कि प्रत्येक ADC में एक एनालॉग रेफरेंस वोल्टेज कहा जाता है जो इसकी गतिशील रेंज तय करता है जब मैं बात कर रहा था इसलिए काल्पनिक रूप से यदि डायनेमिक रेंज 1 वोल्ट है तो आम तौर पर यह 10 वोल्ट है 10 वोल्ट जो कि एक विशिष्ट आंकड़ा है मान लीजिए कि यह 1 वोल्ट है तो प्रत्येक इसलिए 231 तो 1 23 डिजिटल 1 वोल्ट के बराबर है इसलिए 1 डिजिटल या संख्या 001 18 वोल्ट सही दर्शाता है तो यह सिग्नल 0 से 000 से 001 तक हो जाएगा जब सिग्नल 0125 वोल्ट या 18 वोल्ट तक पहुंच जाता है तो वास्तव में 0 और 0125 के बीच कोई भी सिग्नल हम इस 0 पर मात्राबद्ध हो जाएंगे इसे परिमाणीकरण कहा जाता है ठीक है इसी तरह 0125 से 025 तक ये सभी 001 और इसी तरह मैप किए जाएंगे और अंत में 0875 से एक वोल्ट तक हमें मैप मिलेगा जो 111 है इसलिए यह परिमाणीकरण है और स्पष्ट रूप से बिट्स की संख्या जितनी अधिक होगी परिमाणीकरण अंतराल उतना ही छोटा होगा और बेहतर संकल्प होगा लेकिन तब हम हमेशा 32 बीट का एक AD कनवर्टर बना सकते हैं 64 बीट का क्यों नहीं ऐसा इसलिए क्योंकि यह केवल बीट की संख्या ही नहीं है इन्हें आवश्यक रूप से मैपिंग को भी प्रस्तुत करना है जो कि 0125 को प्रस्तुत करता है जिसे सटीक होना चाहिए इसलिए जब आप बीट की संख्या बढ़ाते हैं तब आप समझते हैं कि मेरा मतलब मान लीजिए कि आपके पास 16 बीट AD कनवर्टर है तब आपके पास 165000 का रेजोल्यूशन होगा ठीक है इसलिए सर्किट को 165000 को रिजॉल्व करना चाहिए जोकि मिनी वोल्ट भी नहीं है यह माइक्रो वोल्ट के क्रम का है इसलिए सर्किट इतना सटीक होना चाहिए कि और वातावरण में इतना कम शोर होना चाहिए कि आप उन दोनों के बीच अलग हो सकें यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो एडी कनवर्टर सिर्फ शोर के कारण भले ही आप एक निरंतर सिग्नल प्रस्तुत करते हैं यह डिजिटल बिट्स दोलन करना शुरू कर देगा और शोर के कारण अंतिम कुछ बिट्स वैसे भी बेकार हो जाएंगे यही कारण है कि 18 बिट्स से अधिक बिट्स के एडी कन्वर्टर्स का निर्माण करना बहुत मुश्किल है और आम तौर पर इस तरह की चीजों के लिए 12 से 16 12 14 या 16 का उपयोग किया जाता है तो हमारे पास एडी कनवर्टर रिज़ॉल्यूशन और रेंज है तो अब अंत में सिग्नल यह सटीकता सीमा से प्रभावित है तो अंत में जब आपके पास एक संख्या है तो आप उस संख्या को कैसे परिवर्तित करते हैं मान लें कि आपके पास एक संख्या है 001 और यह एक 3 बिट AD कन्वर्टर है इसलिए संख्या वास्तव में 001 को 23 से विभाजित किया गया है इसलिए 1 00123 जो कि इस मामले में संदर्भ वोल्टेज में 18 है मान लें कि 1 वोल्ट है तो यह 0125 वोल्ट है दूसरी ओर यदि आपके पास 10 वोल्ट की रेंज है और आपके पास 1 वोल्ट का सिग्नल है अब मुद्दा यह है कि आप वास्तव में इस 1 वोल्ट सिग्नल को बढ़ा सकते हैं तो अगर आप a का उपयोग करते हैं मान लीजिए हम यहां यह भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक कन्वर्टर है जो 10 वोल्ट की डायनेमिक रेंज है और आप इसे एक संकेत दे रहे हैं जिसका पीक टू पीक मान 1 वोल्ट है तो पीक टू पीक वैल्यू 1 वोल्ट का मतलब सबसे कम संख्या है और यह 3 बिट कन्वर्टर है तो सबसे कम वैल्यू 125 है तो यह 0 से 1 जहां 1 से 0 हैं आइए हम एकध्रुवीय संकेतों के बारे में बात करते हैं नकारात्मक के बारे में नहीं तो मान लीजिए 0 से 1 अगर आपके पास कोई संकेत है तो हमेशा आपको मान 0 मिलेगा वेरिएशन बिल्कुल नहीं पकड़ी जाएगी दूसरी ओर यदि आपने इसे 1 वोल्ट से 10 वोल्ट तक प्रवर्धित किया होता और फिर अपने सॉफ़्टवेयर में इस प्रवर्धन कारक का ध्यान रखा होता तो यह संकेत यह एक वोल्ट संकेत वेरिएशन 3 बिट रिज़ॉल्यूशन तक कैप्चर हो जाती तो इससे पता चलता है कि आपके पास प्रवर्धन होना चाहिए यही कारण है कि लोग कभी कभी प्रोग्राम करने योग्य लाभ एम्पलीफायर डालते हैं सॉफ्टवेयर नियंत्रण के तहत उन लाभों को फिर से बदला जा सकता है लेकिन हालांकि वे महंगे हैं इसलिए आपको हमेशा सिग्नल को बढ़ाने की आवश्यकता होती है ताकि AD कन्वर्टर डायनेमिक रेंज यानी रेफरेंस वोल्टेज से लेकर रेफरेंस वोल्टेज तक की रेंज वास्तव में इनपुट द्वारा प्रभावी रूप से उपयोग की जाती है फिर आपको दिए गए बिट्स के लिए सबसे अच्छा रिज़ॉल्यूशन मिलता है डेटा अधिग्रहण के दौरान यह याद रखना महत्वपूर्ण है तो अब हम कुछ AD कन्वर्टर्स पर एक नज़र डालने जा रहे हैं लेकिन इससे पहले एक DA कन्वर्टर पर एक नज़र डालते हैं क्योंकि AD कन्वर्टर सर्किट यह सबसे आम चीजों में से एक है लगातार कनवर्टर की तरह सन्निकटन कनवर्टर एकDA कनवर्टर का उपयोग करता है इसलिए डिजिटल से एनालॉग कनवर्टर क्या है इस पर एक त्वरित नज़र डालते हैं अगर हम डिजिटल बिट्स का एक सेट डालते हैं तो हम एक एनालॉग वोल्टेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो उस संख्या के अनुपात में होगा इसलिए इसे R2R लैडर नेटवर्क कहा जाता है स्पष्ट कारणों से आप 2R देख सकते हैं कि तो कुछ R हैं और वहाँ 2R प्रतिरोधों का एक दोहरा अनुपात है इसीलिए इस फॉर्म संरचना के कारण इसे R2R लैडर नेटवर्क कहा जाता है तो आप देखते हैं कि इसे सरल नेटवर्क सिद्धांत का उपयोग करके दिखाना आसान है आप देखते हैं कि ये स्विच हैं जो वास्तव में इन बिट्स द्वारा नियंत्रित होते हैं तो अब मुझे लगता है कि अगर मैं केवल इस MSB को स्विच करता हूं तो यह यहां जुड़ जाएगा और बाकी सब इस ग्राउंड से जुड़े हैं आप देखिए यह जमीन से जुड़ा है तो फिर वह वोल्टेज क्या है जो यहाँ दिखाई देगा यह बहुत आसान है क्योंकि आपके पास 2R और 2R समानांतर में हैं अब यह ग्राउंड से जुड़ा हुआ है इसलिए यह प्रतिरोध R है अब यह R और यह R श्रृंखला स्विच 2R में फिर से है 2R और 2R समानांतर में फिर से R और R श्रृंखला में फिर से 2R और इसी तरह तो अंत में आपको जो मिलता है वह है a अंत में आपको यह नेटवर्क मिलता है तो आपके पास एक 2R है आपके पास एक 2R है और फिर आपके पास एक वोल्टेज स्रोत है तो यह आपका V है यह आपका Vref है और फिर आपके पास एक R है और फिर आपके पास एम्पलीफायर है और यहाँ आपके पास 2R है तो R 2R 2R 2R तो अगर आप इसके लिए थेवेनिन सर्किट करते हैं यह वोल्टेज क्या होगा यह वोल्टेज है तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज V2 होने जा रहा है और थेवेनिन का प्रतिबाधा क्या होने वाला है यह 2R समानांतर 2R होने वाला है जो R है इसलिए इस सर्किट को इस रूप के एक नेटवर्क में और कम किया जा सकता है इसलिए इसे V2 के रूप में और कम किया जा सकता है 2 श्रृंखला में प्रतिरोध R के साथ जो थेवेनिन नेटवर्क है फिर दूसरा R जो यह है और फिर एम्पलीफायर जो 2R है तो यह R और यह R 2R बना देंगे और यह 2R और 2R आपको 1 का लाभ देंगे तो आपको V2 सही मिलेगा और इसलिए यदि आपके पास AD कन्वर्टर्स की कुल रेंज है तो MSB के पास n बिट्स कन्वर्टर्स की कुल रेंज होनी चाहिए तो MSB में V2 का वेटेज होना चाहिए और आप इसे देख सकते हैं यदि आप केवल इस MSB पर स्विच करते हैं तो आपको यहाँ एक Vref2 सिग्नल मिलता है इस तरह से आप यह दिखा सकते हैं कि यदि आप अन्य सभी को ग्राउंडेड रखते हैं और आप अगले बिट पर डालते हैं तो आपको V4 इसी तरह मिलेगा V8 और ऐसे ही तो अब यदि आप अपने डिजिटल नंबरों पर निर्भर करते हैं यदि आप उनमें से कुछ को चालू करते हैं और उनमें से कुछ पर स्विच नहीं करते हैं तो आपको एक संगत मिलता है क्योंकि यह एक रैखिक सर्किट है इसलिए आपको सुपरपोज़िशन सिद्धांत मिलने वाला है इसलिए अंतिम बाइनरी संख्या प्रतीक्षा के साथ संकेत Vref द्वारा उचित रूप से भारित होने जा रहा है तो आपको एक एनालॉग वोल्टेज मिलेगा जो डिजिटल नंबर के समानुपाती होने वाला है इसीलिए इसे डिजिटल से एनालॉग कनवर्टर कहा जाता है तो उदाहरण के लिए इस एडी कनवर्टर में जिसे लगातार सन्निकटन कनवर्टर कहा जाता है सिद्धांत बहुत सरल है आप सिग्नल डालते हैं सिग्नल पहले तुलना करता है मान लीजिए कि यह शुरू में 0 है शुरुआत में यह 0 सही है तो यह बस तुलना करता है कि क्या यह होना चाहिए यह अधिक है या यह अधिक है इसलिए यदि यह अधिक है तो यह इसे 1 रखता है अब जब यह इसे 1 रखता है तो यह सेट करता है कि यह कुछ कंट्रोल लॉजिक है इसलिए यह अधिकतम बिट उच्च करेगा यह पता चल जाएगा इसलिए अधिकतम बिट का मतलब V2 है ताकि DA कनवर्टर में आ जाएगा और यहां V2 लागू होगा अब प्रश्न यह है कि क्या यह एनालॉग सिग्नल V2 से अधिक है या V2 से कम है यदि यह V2 से अधिक है तो अभी भी 1 है तो अगला बिट डाला जाएगा तो इस तरह से पहले MSB लगाया जाता है फिर अगला बिट डाला जाता है जब तक यह सिग्नल इस सिग्नल को पार नहीं कर लेता है और फिर उस स्तर पर इसे रोक दिया जाता है तो इस तरह आप इसकी तुलना कई डिजिटल डिजिटल संख्या की संख्या से अधिक होने तक करते हैं और उस बिंदु पर आप रुक जाते हैं इसलिए जब आप रुकते हैं तो आपको डिजिटल बिट्स का एक सेट मिलता है जो इस एनालॉग सिग्नल के सबसे करीब है तो यह है कि आप कैसे परिवर्तित होते हैं यह एक विशिष्ट क्रमिक सन्निकटन कनवर्टर है और कई अन्य कन्वर्टर्स हैं उदाहरण के लिए एक बहुत तेज़ कन्वर्टर को फ्लैश ADC कहा जाता है हम इस पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है लेकिन यह एक कन्वर्टर है जहाँ आप जानते हैं कि यदि आप इसे थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो आपको बिट्स को सेट करने और रीसेट करने के इस चक्र से गुजरने के लिए कम से कम किस मामले की आवश्यकता हो सकती है तो आपको अधिक समय की आवश्यकता है दूसरी तरफ इस कन्वर्टर में पूरा रूपांतरण सिर्फ एक घड़ी चक्र में होता है इसलिए यह बहुत तेज है लेकिन इसके लिए एक विशाल प्रतिरोध नेटवर्क की आवश्यकता होती है और उन्हें बहुत सटीक होना पड़ता है अन्यथा आपको त्रुटियाँ मिलने वाली हैं तो यह एक कनवर्टर है जो इसलिए है इस परिवर्तक में कुछ समस्याएं हैं और हालांकि यह बहुत तेज है इसलिए हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे यदि आप तुलना करते हैं कि विभिन्न प्रकार के कन्वर्टर्स हैं और हम उदाहरण के लिए हैं तो अन्य कन्वर्टर्स हैं जिनके बारे में हम फ्लैश के बारे में बात कर रहे हैं हमें लगातार सन्निकटन देखना चाहिए कुछ कन्वर्टर्स हैं जिन्हें वोल्टेज से फ़्रीक्वेंसी या इंटीग्रेटिंग कन्वर्टर्स कहा जाता है जो बहुत धीमे हैं लेकिन बहुत सटीक है इसलिए आप बिट्स की संख्या के बारे में विशिष्ट विचार रख सकते हैं फ्लैश 4 से 8 बिट्स हैं आमतौर पर बिट्स की संख्या कम होती है लेकिन बहुत तेज़ रूपांतरण इसलिए हम आपको 500 मेगाहर्ट्ज़ प्रकार के रूपांतरणों के बारे में बता सकते हैं फिर क्रमिक सन्निकटन बहुत व्यापक रूप से 8 से 16 बिट संभव है और अधिकांश प्रक्रियाओं के लिए मध्यम सैंपलिंग दर क्रमिक सन्निकटन काफी अच्छा है और फिर आपके पास कन्वर्टर्स को एकीकृत करना है जो काफी धीमी लेकिन बहुत सटीक हैं क्योंकि वे लंबे समय तक एक इनपुट औसत करते हैं और इसलिए वे शोर के लिए अच्छी प्रतिक्रिया है तो यह देखने के बाद अब हमने एडी रूपांतरण देखा है अब हम सिस्टम स्तर की चर्चा पर आते हैं कि आम तौर पर दो प्रकार के डेटा अधिग्रहण सिस्टम होते हैं जिन्हें आप पाते हैं एक को बाहरी बस या रिमोट कहा जाता है तो वहां क्या होता है कंप्यूटर आम तौर पर एक अलग जगह पर होता है और उफ़ मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है हाँ तो आप यहाँ देखें ये सभी सिग्नल एनालॉग सिग्नल समाप्त हो रहे हैं मान लेते हैं कि यह सिग्नल कंडीशन है अगर ऐसा नहीं है तो यह AD रूपांतरण होगा हमने देखा है कि एडी रूपांतरण क्या है तो अब क्या होता है वह है यह चीज यह भौतिक यह प्रणाली बक्से अलग हैं या एक अलग जगह पर स्थित हैं उनकी अपनी अलग बिजली आपूर्ति है जो संभवतः क्षेत्र के बहुत करीब स्थित हैं और फिर यहाँ AD कन्वर्टर्स के बाद भी और उनके पास अपने स्वयं के प्रोसेसर हैं इसलिए मूल्य सबसे पहले उस एम्बेडेड संचार नियंत्रक प्रोसेसर पर आ रहा है और फिर कुछ बहुत ही मानक संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करके या तो आप जानते हैं RS 232 422 485 या IEEE 488 में ऐसे कई प्रोटोकॉल हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर संचार के माध्यम से यह होस्ट कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है जहां इस डेटा का उपयोग किया जा रहा है तो यह एक छोटा सा बॉक्स है जो प्रक्रिया के करीब होने वाला है और फिर एक तार आने वाला है आम तौर पर सीरियल संचार कंप्यूटर पर आ रहा है तो यह एक बाहरी बस रिमोट डाटा अधिग्रहण प्रणाली है लाभ यह है कि हम किसी भी होस्ट कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं यह क्षेत्र के बहुत करीब है ठीक है नुकसान यह है कि आम तौर पर इस सीरियल संचार के कारण अधिग्रहण की दर सीमित होती है इसलिए आप संचार की थोड़ी धीमी गति प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यदि वह आपके लिए काफी अच्छा है तो ठीक है दूसरे प्रकार की चीजों में आंतरिक पीसी बस डेटा अधिग्रहण प्रणाली होती है जहां डेटा अधिग्रहण प्रणाली पीसी बॉक्स के ठीक अंदर होती है इसलिए और फिर वे PCI बस के माध्यम से PC के साथ संवाद करेंगे जो कि बहुत अधिक गति है जो सामना करने में समानांतर है ठीक है इसलिए डेटा अधिग्रहण की दर बहुत तेजी से बढ़ सकती है लेकिन इसका मतलब यह है कि PC को फील्ड के करीब जाना होगा अन्यथा आपके पास पीसी के लिए लंबे केबल लिंक होंगे ठीक है तो इसी तरह ये आम तौर पर विशिष्ट मशीनों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जैसे कि विंडोज पीसी तो यह एक PC डेटा अधिग्रहण बोर्ड की एक विशिष्ट तस्वीर है तो क्या होता है कि बोर्ड के पास स्वयं एक CPU होता है जो डेटा स्थानांतरित करता है क्योंकि यह PC बस पर बैठता है तो यह डेटा को पीसी मेमोरी में स्थानांतरित कर देगा और फिर PC CPU वास्तव में इसे मेमोरी से ले सकते हैं और फिर एक डिस्प्ले कर सकते हैं ठीक है इसलिए वे आम तौर पर इसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं आप विंडोज़ प्रकार के पीसी जानते हैं और वे बहुत आम हैं और वे सस्ते हैं और विशेष रूप से प्रयोगशाला परिदृश्य में बहुत अधिक उपयोग किया जा सकता है और व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है तो ये बुनियादी दो प्रकार के डेटा अधिग्रहण सिस्टम हैं यदि आप डेटा अधिग्रहण प्रणाली का एक विशिष्ट विनिर्देश लेते हैं तो वे चीजों का उल्लेख करेंगे जैसे कि आप बिजली की खपत को जानते हैं देखें कि 5 वोल्ट की आपूर्ति में डिजिटल सर्किट के कारण बहुत अधिक वर्तमान आवश्यकताएं हैं फिर एक 12 एनालॉग के लिए वोल्ट की आपूर्ति चैनलों की संख्या यह बहुत महत्वपूर्ण है आमतौर पर आपके पास लगभग 8 एनालॉग चैनल होते हैं या तो सिंगल एंडेड आपके पास 8 सिंगल एंडेड 8 डिफरेंशियल या 16 सिंगल एंडेड चैनल हो सकते हैं आमतौर पर डिजिटल चैनलों की संख्या 64 से अधिक होती है जैसे कि वे केवल एक सिग्नल प्रत्येक रिज़ॉल्यूशन के लिए कितने बिट कनवर्टर का उपयोग किया जा रहा है तो यह एक 12 बिट कनवर्टर सटीकता AD कनवर्टर प्रकार है आप जानते हैं यह पूर्ण पैमाने पर है यह एक गतिशील रेंज है इसलिए यह कह रहा है कि गतिशील रेंज 0 से 10 है वोल्ट DC तो AD कनवर्टर कोड विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध हो सकते हैं चाहे वह 2s पूरक हो ट्रू बाइनरी ऑफसेट बाइनरी विभिन्न प्रकार के डिजिटल कोड हों यह दो विनिर्देश लाभ और शून्य ड्रिफ्ट विनिर्देश सिग्नल कंडीशनिंग ब्लॉक के लिए हैं जो इस चीज़ में है ताकि अगर उनके पास एक एम्पलीफायर होगा और फिर एम्पलीफायर बदलाव प्राप्त करता है और शून्य ड्रिफ्ट निर्दिष्ट किया जा सके और अंत में अधिग्रहण समय जो कहता है कि अधिग्रहण का समय 4 माइक्रो सेकंड के क्रम का है आप जानते हैं कि ये डेटा अधिग्रहण प्रणाली के विशिष्ट विनिर्देश हैं जिन्हें आपको 1 का चयन करते समय देखने की आवश्यकता है तो इसी तरह आखिरकार एक डाटा अधिग्रहण सॉफ्टवेयर है मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता केवल यह है कि कभी कभी आप या तो आपके लिए जा सकते हैं यह अधिग्रहण सॉफ्टवेयर केवल कुछ निश्चित ड्राइवरों के साथ नहीं आएगा और फिर आप अपना लिख सकते हैं या डेटा अधिग्रहण प्रणाली का उपयोग करने के लिए बुनियादी कार्यक्रम लेकिन इसके लिए बहुत सी प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है हालांकि यह आपको बहुत कुछ दे सकता है इस अर्थ में अनम्यता कि आप कच्चे डेटा को उपलब्ध कराए गए डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं लेकिन इसके लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है और अक्सर औद्योगिक स्थिति में इसे पसंद नहीं किया जाता है इसलिए आप लोग डेटा अधिग्रहण सॉफ्टवेयर पैकेज का उपयोग करते हैं तो प्रोग्राम करने योग्य सॉफ़्टवेयर में लाभ लचीलापन है और नुकसान जटिलता है और एक बहुत ही तेज सीखने की अवस्था है जबकि यदि आपके पास डेटा अधिग्रहण सॉफ्टवेयर है तो इसके लिए प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं है आम तौर पर इसके लिए आपको ग्राफिकल प्रोग्रामिंग को इस अर्थ में जानना आवश्यक है कि बहुत सामान्य ज्ञान और डोमेन से संबंधित मात्रा का उपयोग करके आप वास्तव में सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और डेटा प्राप्त कर सकते हैं और फिर इसे प्रदर्शित कर सकते हैं इसलिए यह डेवलपर्स को कस्टम उपकरणों को डिजाइन करने में सक्षम बनाता है जो उनके एप्लीकेशन के लिए सबसे उपयुक्त हैं इसके कई उदाहरण हैं उदाहरण के लिए एक सामान्य उदाहरण जिससे मैं परिचित हूं वह है LabView लेकिन कुछ अन्य भी हैं तो हमने इस पाठ्यक्रम के दौरान क्या किया है इस पाठ में हमने डेटा अधिग्रहण प्रणाली की वास्तुकला को देखा है हमने इस नमूना अवधारणा को देखा है हमने डिजिटल रूपांतरण के लिए दूसरे का उप विवरण देखा है और अंत में हमने डेटा अधिग्रहण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुविधाओं पर एक नज़र डाली है तो विचार करने वाले बिंदु तीन तरीकों का उल्लेख करते हैं जिसमें सिग्नल कंडीशनिंग रूपांतरण सटीकता को प्रभावित करती है इसलिए मैंने पहले से ही गतिशील रेंज के बारे में बात की है जो आप कुछ अन्य अवस्था के बारे में सोच सकते हैं जहां एक साथ सैंपलिंग एंड होल्ड आवश्यक है और जहां यह नहीं है जैसा कि मैंने कहा कि यह सिग्नल की आवृत्ति सामग्री और आपके AD कनवर्टर के रूपांतरण की गति और निश्चित रूप से चैनलों की संख्या से संबंधित है क्या होता है यदि ADC से पहले एक एंटी अलियासिंग फिल्टर का उपयोग नहीं किया जाता है तो आपको गुजरना पड़ता है यदि कोई क्रमिक सन्निकटन है या यदि एडीसी फ्लैश है तो आप एडीसी चुनते हैं और फिर इसके माध्यम से जाते हैं और देखते हैं कि मान लीजिए बीच में सिग्नल सिर्फ 0 पर जाता है तो क्या होगा कभी कभी यह आपको गलत परिणाम दे सकता है कभी कभी नहीं भी डेटा अधिग्रहण सॉफ़्टवेयर के तीन विशिष्ट कार्यों को नाम दें ताकि उनमें से एक प्रदर्शित हो सके आप इंटरनेट पर विज्ञापित कुछ सॉफ़्टवेयर को देखकर अन्य दो का पता लगा सकते हैं इसलिए आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद